ठीक है इसलिए अभी अभी हमने बैंड रिजेक्ट फिल्टर को सही से देखा है और हम देखते हैं कि हम इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को एक प्रयोग में कैसे उपयोग कर सकते हैं तो जल्दी से याद करने के लिए बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या है बैंड रिजेक्ट फिल्टर वह फिल्टर है जिसे हम फ्रीक्वेंसी के बैंड को रिजेक्ट करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं यह बैंड पास फिल्टर के ठीक विपरीत है बैंड पास फिल्टर में हम वांछित आवृत्तियों के बैंड को पास कर रहे हैं लेकिन जब हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो हम एक फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं जो आवृत्तियों के बैंड को अस्वीकार कर देगा तो मुद्दा यह है कि हम इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो अभी व्याख्यान में मैंने आपको जो सिखाया है वह बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर क्या है बैंड रिजेक्ट फिल्टर किस प्रकार के होते हैं आप बैंड रिजेक्ट फिल्टर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और अब आप जानते हैं कि हम कम पास फिल्टर और उच्च पास फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं लेकिन कैस्केडिंग के संदर्भ में नहीं जैसे यदि आप बैंड पास देखते हैं तो यह उच्च पास था तो आपके पास अंत में कम पास है और आपके पास केंद्र में OP Amp है यह बफर हो सकता है यह इनवर्टिंग हो सकता है यह गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर हो सकता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर के मामले में हम लो पास और हाई पास दोनों को सिग्नल लगा रहे हैं और फिर हम इसे इनवर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर से जोड़ रहे हैं इसके बाद समर वास्तव में हमें इनवर्टर एम्पलीफायर और नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है या हम उपयोग कर सकते हैंबिंदु यह है की कम पास हाई पास बफर में जाता है बफर से एक संमिंग एम्पलीफायर में वही हमने देखा है अब हम अपने पसंदीदा उपकरणों का उपयोग करते हुए देखते हैं जो डीसी विनियमित बिजली की आपूर्ति फ़ंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप है हम इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और हम सक्रिय बैंड रिजेक्ट फिल्टर देखेंगे सक्रिय बैंड फ़िल्टर क्या है आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कहां कर रहे हैं तो अब यह एक ब्रेडबोर्ड है जिसे आप अपने सामने देख सकते हैं और आज मैं आपको अपने तीसरे शिक्षण सहायक से मिलवाता हूँ अनिल विष्णु वह हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम इस विशेष सर्किट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसलिए अनिल हमारी मदद करने के लिए यहां हैं और वह हमारे साथ रहेगा और दिखाएगा कि सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर कैसे लागू किया जा सकता है जब वह लागू कर रहा होगा तो मैं बात करता रहूंगा ताकि आप समझ सकें कि वह क्या दिखा रहा है ठीक इसलिए यदि आप जल्दी से एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि प्रयोग सक्रिय बैंड रिजेक्ट के काम का अध्ययन करने के लिए है तो अब हम क्या देखते हैं आप यहां दिखाए गए सर्किट को देख सकते हैं और यह संकेत कि हम लो पास और हाई पास फिल्टर पर लागू कर रहे हैं कम पास और उच्च पास फिल्टर का यह आउटपुट वोल्टेज फॉलोवर या बफर से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप यहां देखते हैं और इस के आउटपुट को संमिंग एम्पलीफायर में फेड किया जाता है यह आपका योग एम्पलीफायर है आसान है यह कम पास और उच्च पास फिल्टर का संयोजन है यह एक आपकी समर है या समिंग एम्पलीफायर सही है इसलिए यदि हम इस सर्किट को लागू करना चाहते हैं तो पहला कदम क्या है आपको सर्किट को कनेक्ट करना होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यह चित्र 19a है और हमें एक अनुकरण भी करना है कि मैं एक सेकंड में बात करूंगा आइए पहले देखते हैं कि सर्किट को एक बार कनेक्ट करने के बाद हम चित्र 19a में दिखाते हैं सही हमारे पास R1 R2 C1 और C2 का मूल्य है R1 10 किलो ओम R2 1 किलो ओम C1 और C2 01 माइक्रो फैराड हैं जब हम इसकी गणना करते हैं तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम पास फिल्टर के लिए 15915 हर्ट्ज और हाई पास फिल्टर के लिए 159 किलो हर्ट्ज होती है अब हम क्या करेंगे हम यहां V1 पर 50 हर्ट्ज की 5 वॉल्ट पीक टु पीक साइन वेव लगाएंगे और धीरे धीरे 20 हर्ट्ज के चरण में आवृत्ति बढ़ाएं धीरे धीरे 50 हर्ट्ज से आवृत्ति बढ़ाएं हम 70 हर्ट्ज पर जाएंगे हम 90 हर्ट्ज पर जाएंगे हम 110 हर्ट्ज पर और इसी तरह आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद हमें क्या देखना है हमें समिंग एम्पलीफायर में आउटपुट देखना होगा इस सबका संयोजन आपका बैंड रिजेक्ट बैंड है आपके पास OP Amps है तो यह एक सक्रिय बैंड रिजेक्ट फिल्टर है अब एक 5 वोल्ट साइन लहर लागू करें और फिर हम धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ाएंगे फिर हम Vo पर आउटपुट का निरीक्षण करेंगे यह Vo पर आउटपुट है जो मैंने एक एरो से दिखाया है यह वाला हम क्या अवलोकन कर रहे होंगे हम यह देखेंगे कि एक आवृत्ति जो कट ऑफ फ्रेक्वेंसी के बराबर होती है आयाम A बाई रुट 2 होता है और कट ऑफ आवृत्तियों के ऊपर और नीचे आयाम को देखा जाता है इसका क्या मतलब है जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वहा होती है वह एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी fL है दूसरी fH होती है fL से कम आवृत्तियों और fH से अधिक आवृत्तियों को पारित करने की अनुमति दी जाएगी इसके बीच की आवृत्तियों तनूकृत किया जाएगा इसलिए यदि आप इस विशेष ग्राफ को देखते हैं तो इस NI Multisim का उपयोग करके प्राप्त किए गए परिणाम और हम यहाँ क्या देखते हैं यह एक आयाम बनाम आवृत्ति है यहाँ एक फेज भी है तो एक अक्ष है एक और अक्ष फेज है यह आयाम प्लॉट है और यह चरण है तो चलिए देखते हैं कि जब हम अपने इनपुट जनरेटर से पीक तू पीक इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट लगाते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज Vo कैसे बदलता है इसलिए जब हम फंक्शन जनरेटर के बारे में बात करते हैं तो हम जो वोल्टेज फ़ंक्शन जनरेटर से उत्पन्न कर रहे हैं वह इस विशेष टर्मिनल V1 पर ठीक से लागू होगा इसलिए हमें यह देखना होगा कि सर्किट कैसा दिखता है और फिर हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है इसलिए यदि हम ब्रेडबोर्ड पर वापस आते हैं तो हम बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर को देखेंगे जो यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि तीन Op Amps हैं इसलिए अब हमारे पास तीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं क्योंकि हमारे सर्किट में भी हमारे पास तीन OP Amps थे सही 1 समर है जो यह वाला है और फिर एक बफर है और फिर इनपुट लो पास और हाई पास है इनपुट में हम 5 वोल्ट पीक टु पीक सिग्नल को लगा रहे हैं ठीक हैं तो यह कहां से लागू होगा फंक्शन जनरेटर से इसलिए यदि आप फ़ंक्शन जनरेटर देख सकते हैं तो हम देखेंगे कि यह 5 वोल्ट है अब वह आवृत्ति बदल रहा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है 5 वोल्ट की पीक टु पीक तक वह ब्रेडबोर्ड के इनपुट पर लागू करने जा रहा है Refer Slide Time 1016 तो हम इसे लागू करते हैं सिग्नल इनपुट में जाता है और दूसरा टर्मिनल जमीन पर जाता है और हमें प्लस माइनस 15 लागू करना होगा जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए बायसिंग है अब हमें सर्किट के आउटपुट वोल्टेज को ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट करना होगा हम इनपुट से भी जुड़ेंगे इसलिए हम इनपुट और आउटपुट दोनों की तुलना कर सकते हैं तो आप ऑसिलोस्कोप पर स्पष्ट रूप से इनपुट सिग्नल देख सकते हैं अब हम आउटपुट को जोड़ रहे हैं तो एक टर्मिनल जमीन है एक टर्मिनल Vo से जुड़ा है अब इस बिंदु पर हमें कुछ वोल्टेज देखने में सक्षम होना चाहिए तो हम देखते हैं कि हम आउटपुट में कुछ वोल्टेज पा सकते हैं या नहीं इसलिए जो हम पाते हैं वह हमारे सर्किट के साथ कुछ समस्या है तो चलिए समस्या का निवारण करते हैं और पता लगाते हैं कि समस्या कहाँ है और एक बार जब हमें पता चलता है तब हम वापस आ जाएंगे और इस वीडियो को जारी रखेंगे चूंकि आपके पास तीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं हमारे पास छह प्रतिरोधक हैं हमारे पास दो कैपेसिटर हैं हमारे पास बायस वोल्टेज हैं हमारे पास इनपुट सिग्नल हैं हमारे पास आउटपुट सिग्नल हैं तो सर्किट थोड़ा और अधिक जटिल हो जाता है जब इस तरह का सर्किट होता है तो हमारे लिए एक ही बार में परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होगा और यह वह स्थिति हो सकती है जो अभी हम कर रहे हैं तो मुद्दा यह है कि हम इसका समाधान कैसे खोज सकते हैं या हम सर्किट का निवारण कर सकते हैं या नहीं यही वह पॉइंट है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है इसलिए जब आप बैंड रिजेक्ट फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो हम सर्किट को देख रहे थे और हम ऑसिलोस्कोप में सिग्नल नहीं देख पा रहे थे तो पॉइंट था कि हम क्यों नहीं देख पा रहे थे इसलिए हमने सर्किट डिजाइन में गलती की पहचान की है और पाया है कि टर्मिनल में से एक ठीक से ग्राउंडेड नहीं था समिंग एम्पलीफायर के टर्मिनलों में से एक ठीक से ग्राउंडेड नहीं था बस इस छोटी सी भूल के कारण जो वास्तव में छोटी नहीं है आप उस आउटपुट को नहीं पा सकते हैं जिसकी आपको तलाश है लेकिन मुद्दा यह है कि आपको अपनी गलती को सुधारने में सक्षम होना चाहिए आपको यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि गलती कहां तक सही है तो यह वही है जो हमने पाया है और अब यदि आप देखते हैं कि जब हम इनपुट पर एक वोल्टेज लगाते हैं जो कि 50 वोल्ट पर 5 वोल्ट की पीक से पीक है तो आउटपुट क्या है हम ऑसिलोस्कोप को देखेंगे जो बैंड रिजेक्ट फिल्टर का आउटपुट है अब आप देखते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी fL 15915 हर्ट्ज है और उच्च आवृत्ति fH है 159 किलो हर्ट्ज़ तो fL के नीचे कुछ भी गुजर जाएगा fH से ऊपर कुछ भी गुजर जाएगा fL और fH के बीच की आवृत्तियाँ पास नहीं होंगी आपके बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए रोल ऑफ है इसलिए हम आवृत्ति बढ़ाते रहेंगे आप यहां देख सकते हैं पीला आपका इनपुट सिग्नल है नीला आपका आउटपुट सिग्नल है पीक से पीक वोल्टेज 52 वोल्ट है आप देखते हैं कि धीरे धीरे जब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो मैं 139 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज के लिए आउटपुट वोल्टेज को देखता हूं तो पीक से पीक वोल्टेज 512 है और आप अचानक देख सकते हैं कि आयाम कम होने लगेगा तो आवृत्ति 159022 हर्ट्ज है और यदि आप आवृत्ति बढ़ाते हैं तो अचानक आपको आयाम में गिरावट दिखाई देगी अचानक पीक से पीक तक का आयाम कम होता जा रहा है आप बाएं कोने पर एक नीले रंग का देखते हैं 296 वोल्ट आप देखते हैं कि आयाम कम हो रहा है क्योंकि यह 1599 हर्ट्ज और 15 किलो हर्ट्ज के उस बैंड के भीतर है जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं यह अटेनुएटिंग करना शुरू कर देगा आप बस ऑसिलोस्कोप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम अभी भी आवृत्ति बढ़ा रहे हैं आप दिखा सकते हैं कि आप आवृत्ति पर कहाँ पहुँच गए हैं लगभग 175 15 किलो हर्ट्ज़ अब अगर मैं इस fH की आवृत्ति बढ़ाता रहूंगा तो मैं फिर से आयाम में वृद्धि देखूंगा इसका मतलब है मेरे सिग्नल को फ़िल्टर से गुजरने की अनुमति है आपने फिर क्या देखा आप देखते हैं कि पीक टू पीक वोल्टेज 456 48 पीक पर वापस आ गया है जो हमारे इनपुट सिग्नल के ठीक पास है तो हम जो देखते हैं जब हमारे पास सिग्नल होते हैं जो fL से नीचे होते हैं हम पास कर सकते हैं जब सिग्नल fH से ऊपर होते हैं तो हम पास कर सकते हैं fL और fH के बीच के संकेत हम पास नहीं कर सकते और यही हमने अभी देखा है अब हम इसका उल्टा करेंगे अब हम इस आवृत्ति को कम करेंगे और सिग्नल को देखेंगे तो आप ऑसिलोस्कोप पर देखते हैं आवृत्ति वहाँ पर है और आपको आउटपुट पर पीक टू पीक तक वोल्टेज देखना है जो कि यह एक है तो दो चीजें आपको याद रखनी हैं जब मैं आपको आवृत्ति और पीक टू पीक वोल्टेज देखने के लिए कहता हूं पीला आपके इनपुट सिग्नल है नीला वाला आपका आउटपुट है ठीक है अब हम आवृत्ति कम कर रहे हैं और आप देखते हैं कि जब हम आवृत्ति कम करते हैं तो आप अपने पीक टू पीक तक वोल्टेज पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप देखते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज भी कम होने लगा है अब आप सब तरह से नीचे जाते हैं 115 हर्ट्ज 159 हर्ट्ज क्या आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं देखें कि एक फ़ंक्शन है जिसे ऑटो एडजस्ट कहा जाता है और यह स्वचालित रूप से आपके तरंग को सही एडजस्ट करेगा यदि आपको इसे मैन्युअल रूप से एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो यह स्वचालित रूप से एडजस्ट कर सकता है अब आप यहाँ 151 हर्ट्ज से नीचे देखते हैं 159 हर्ट्ज़ के नीचे यह फिर से बढ़ने लगेगा आप वोल्टेज देखते हैं वोल्टेज फिर से बढ़ना शुरू हो गया इसका मतलब है कि पीक टू पीक तक वोल्टेज कम हो जाएगी या केवल 159 और 159 किलोहर्ट्ज़ के बीच में अत्तेनुएट हो जाएगा अब स्क्रीन पर वापस आएं तो हम मान लेते हैं कि यह 159 है और यह 159 किलो हर्ट्ज है अब आप इस सिग्नल को देखें तो वोल्टेज यहाँ से जाना शुरू कर देता है और फिर यहाँ नीचे आता है तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि यहां तक कि आप 118 पर आते हैं आप अभी भी देख सकते हैं कि वोल्टेज कम हो रहा है यह अब 5 वोल्ट नहीं है यह 48 है यह 45 है तो यह एक तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं यह आयाम जिसे आप देख रहे हैं उसी तरह जब आप इसे बढ़ाते हैं तब भी यह इसके बाहर होता है यहां तक कि यह 19 से अधिक है आप अभी भी वोल्टेज देख सकते हैं जो आपके मूल वोल्टेज या इनपुट सिग्नल से कम है जो 5 वोल्ट है यही कारण है कि आप 5 वोल्ट में अचानक परिवर्तन नहीं देख सकते हैं अचानक परिवर्तन तभी होगा जब आपका फ़िल्टर आदर्श होगा इसका मतलब क्या है इस तरह के कर्व के बजाय आपके पास यह है आपके पास किस तरह का वक्र होना चाहिए अब मान लें कि यह फ्रिक्वेंसी fL है यह फ्रिक्वेंसी fH है आपका कर्व इस तरह होना चाहिए यदि आपके पास केवल एक आवृत्ति है तो यह इस तरह से जाता है लेकिन हमारे पास आदर्श फ़िल्टर नहीं है और इसीलिए आवृत्ति में वृद्धि या कमी के साथ आपके द्वारा चाहने वाले वोल्टेज में परिवर्तन बिल्कुल ऐसा नहीं है लेकिन यह वैसा ही है जैसा हमने स्लाइड में दिखाया है ठीक है तो भ्रमित मत हो और यह मत कहो कि ओह यह काम नहीं कर रहा है यह काम कर रहा है यह वह क्षेत्र है जिसे आप देख रहे हैं और निश्चित आवृत्ति के बाद आप फिर से 5 वोल्ट देख पाएंगे आपको फिर से 5 वोल्ट देखना होगा तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होते हैं अब आप जानते हैं बैंड पास फिल्टर क्या हैं और अब आप जानते हैं उच्च फ़िल्टर क्या हैं अब आप जानते हैं कम पास फिल्टर क्या हैं अब आप जानते हैं सक्रिय फ़िल्टर क्या हैं अब आप जानते हैं निष्क्रिय फ़िल्टर क्या हैं इसलिए हमने सभी प्रकार के संभावित फिल्टर देखे हैं जो मैं इस विशेष पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में जल्दी से दिखा सकता हूं और हमने प्रयोगों के साथ रिजेक्ट करने के लिए कम पास से लेकर हाई पास बैंड पास से लेकर बैंड रिजेक्ट तक के फिल्टर देखे हैं इसलिए मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूंगा और हम परिचालन एम्पलीफायर के अन्य अनुप्रयोगों को देखेंगे तब तक आप ध्यान रखें फ़िल्टर सीखें फ़िल्टर के महत्व को समझें समझें कि आप फ़िल्टर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं फ़िल्टर के वास्तविक अनुप्रयोग क्या हैं और यह देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फिल्टर का सही उपयोग किया जाता है तो मुद्दा यह था कि इस विशेष व्याख्यान की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर संचार सर्किट या सिस्टम में फिल्टर का उपयोग किया जाता है या सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसलिए मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूंगा तब तक ध्यान रखना अलविदा